सुप्रभात पुनः स्वागत क्वालिटी कंट्रोल के व्याख्यान के दूसरे भाग में इसलिए हम क्वालिटी कंट्रोल चार्ट की चर्चा कर रहे थे इसलिए मैं इस व्याख्यान में एटरीब्यूट्स चार्ट की चर्चा करूँगा इसलिए एटरीब्यूट्स के लिए कंट्रोल चार्ट पहले मैं P चार्ट को उठाऊंगा P चार्ट एक नमूने के भाग को जो कि डिफेक्टिव है मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोपोर्शन डिफेक्टिव का मतलब सेंट्रल लाइन और अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स की प्रतियोगिता अन्य कंट्रोल चार्ट की प्रतियोगिता के समान है लेकिन सेंट्रल लाइन जनसंख्या के एवरेज प्रोपोर्शन डिफेक्टिव के रूप में गणित की जाती है जोकि से लक्षित की जाती है इसलिए यह सहसा ही नमूनों के प्रेक्षणओं के द्वारा भी प्राप्त की जाती है और मूल्यों के एक तरफ से दूसरी तरफ के औसत P के रूप में संगणन की जाती है UCL LCL सिग्मा क्या है लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड डीविएशन क्या है इसलिए सेंपल प्रोपोर्शन डिफेक्टिव है इसलिए यह एक स्टैंडर्ड नॉरमल डिविएट है औरएक एवरेज प्रोपोर्शन डिफेक्टिव का स्टैंडर्ड डीविएशन है जहां पर n नमूना आकार सेंपल प्रोपोर्शन डिफेक्टिव इसलिए यह एक प्लॉट करा हुआ P चार्ट है जोकि यहां एक संदर्भ के हवाले से उठाया गया है इसलिए यह डिफेक्टिव इकाइयों का भाग दिखा रहा है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट यहां है इसलिए मैं केवल यह सांख्यिकी देखने की कोशिश करूँगा एक उद्योग के क्वालिटी चेकअप में जोकि नटों और बोल्टो का उत्पाद करता है रेंडम नमूने लिए गए और नटों और बोल्टो के कुछ डिफेक्टिव टुकड़े लिए गए जोकि नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं निम्नलिखित डाटा का इस्तेमाल करते हुए P चार्ट खींचिए इसलिए हमारे पास अंतराल 1 से 30 है इसलिए यह उप समूह मूल्य वहां पर है और डिफेक्टिव की संख्या वहां पर है अब मैं केवल यह डाटा मेरी एक्सेल शीट में निर्यात करूँगा मैंने पहले ही उसको निर्यात कर रखा है और आपको यह दिखाना चाहता हूं कि कैसे हम उसको P चार्ट बनाने के लिए उपयोग करेंगे सबसे पहले हमारे पास डिफेक्टिव टुकड़ों की संख्या और अंतराल हैं यह वास्तव अंतराल है यह तब है जब संख्या चुनी हुई थी इसलिए यह नंबर डिफेक्टिव है मुझे अनुपात देखना पड़ेगा और जब मैं इसे प्लाट करूँगा तब मैं np चार्ट पर सीधे ही आऊंगा इसलिए अनुपातों की संख्या जो आपके पास है वह डिफेक्टिवस् की संख्या के बराबर बटे कुल टुकड़ों की संख्या जिनका निरीक्षण किया गया 095 है ठीक है यदि मैं डिफेक्टिवस् की संख्या फिर से दोहराता हूं यह डिफेक्टिवस् की संख्या 19 के बराबर बटे उप समूह का आकार जोकि 200 है एंटर इसलिए मैं इसको बस खींच लूँगा मेरे प्रोपोर्शन डिफेक्टिव को लाने के लिए और फॉर्मेट सेल्स करूँगा मैं इस को दशमलव की दो स्थान तक लाऊंगा ठीक है इसलिए यह मेरा प्रोपोर्शन डिफेक्टिव है इसलिए मैं इस को परसेंट डिफेक्टिव कहूँगा ठीक है अब यह मेरा परसेंट डिफेक्टिव है अब मैं अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को इस सूत्र के इस्तेमाल से गणित कर सकता हूं UCL इसलिए z का मूल्य जो कि मैं यहां पर 3 रख लूँगा इसलिए यह परसेंट डिफेक्टिव है इसलिए क्या है इन मूल्यों का औसत एंटर जोकि 01 के बराबर है मैं यहां पर रखूंगा यहहै मैं इसको एक डिब्बे में समाविष्ट करुंगा और इसको लाल रंग से रंग दूँगा इसलिए यह मूल्य के बराबर है ठीक है अब मैं यहां पर आपका बस 1 सेकंड का समय लूँगा मेरी लोअर कंट्रोल लिमिट को यहां पर पहले रखूंगा मैं मेरी अपर कंट्रोल लिमिट को रखूंगा LCL मैं यहां पर बस p बार को फिर से रखूंगा यह मूल्य गुणा 1 माइनस फिर का मूल्य D 32 बटे n इसलिए यहां पर n क्या है n मेरा उप समूह आकार है ठीक है n वास्तव में यह मूल्य B2 उप समूह आकार है इसलिए पहले मुझे ब्रैकेट बंद करने दीजिए यह सारा पूरा अध्ययन है मुझे यहां पर वर्गमूल लेने की भी आवश्यकता है इसलिए मैं यहां पर ब्रेसेस शुरू करूँगा उसके बाद वर्गमूल लूँगा इसलिए मुझे ब्रेसेस बंद करनी पड़ेगी और इसको बंद करना पड़ेगा मुझे यह पूरा लेना पड़ेगा हमने यहां पर लेखन त्रुटि ढूंढी है यह 036 है इसलिए इसे छोड़िए इसलिए मुझे इसे दोबारा जांच लेने दीजिए यह है LCL इसलिए यह सूत्र पूरा है इसलिए मुझेका मूल्य बंद करने के लिए डॉलर चिन्ह रखने दीजिए ठीक है यह B2 उप समूह का आकार परिवर्तित होता रहेगा अब यह स्थाई है और मैं इसको फॉर्मेट भी करना चाहूँगा और दूसरे स्थान तक वापस लाऊंगा या मैं इसे दशमलव के तीसरे स्थान तक रख सकता हूं आपको पता है इस समय मैं प्रोपोर्शन डिफेक्टिव के साथ कहां काम कर रहा हूं और अनुपात को शायद दूसरे 0 की जरूरत हो सकती है क्या दशमलव के बाद 0 महत्वपूर्ण है इसलिए यह मूल्य है और मैं इसे खींच रहा हूं इसलिए इन मूल्यों के लिए मैं अपनी लोअर कंट्रोल लिमिट प्राप्त करुंगा मैं अपनी अपर कंट्रोल लिमिट भी प्राप्त कर सकता हूं अंतर यही होगा कि मैं फिर से यह सूत्र यहां पर खींचकर ला रहा हूं ठीक है इसलिए अब मुझे केवल एक चीज निश्चित करनी है कि B उप समूह P वहां पर हो और माइनस की जगह पर मैं प्लस रखूंगा एंटर इसलिए यह मूल्य है ठीक है लोअर कंट्रोल लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट उसके बाद सेंट्रल लाइन यह कुछ नहीं बल्कि मेरा का मूल्य है यह डॉलर D32 के बराबर है ठीक है मैं यह मूल्य D32 डॉलर वहां से उठा लूँगा एंटर इसलिए यह प्रोपोर्शन डिफेक्टिव है इसलिए मैं इस लाइन का उपयोग कर के इसे प्लाट करुंगा ठीक है लाइन डालिए इसलिए मैंने यह प्राप्त किया है यह मेरा प्रोपोर्शन डिफेक्टिव चार्ट या P चार्ट है ठीक है इसलिए यह मैं यहां पर चार्ट का शीर्षक P चार्ट रखूंगा ठीक है लोअर कंट्रोल लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट और सेंटर लाइन ठीक है अब मुझे अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट और सेंटर लाइन प्राप्त हो गई है मुझे अपनी प्रक्रिया को रखने की जरूरत नहीं है यहां प्रक्रिया परसेंट डिफेक्टिव है इसलिए मैं इसे दोबारा प्लाट करुंगा इसलिए मैं अपने परसेंट डिफेक्टिव और मेरी कंट्रोल लिमिट्स और सेंट्रल लाइन को उठाऊंगा उसके बाद लाइन डायग्राम डालिए यह मेरा p चार्ट है ठीक है इसलिए संपूर्ण प्रक्रिया नियंत्रण में है ठीक है प्रोपोर्शन डिफेक्टिव के नियंत्रण में जो विशेषताएँ हैं वह वहां पर हैं लेकिन वह वहां 3σ सीमाओं के भीतर हैं यदि मैं अपनी सिगमा सीमाओं को कम करता हूं वह शायद इस मूल्य के नियंत्रण से बाहर चली जा सकती है यह अधिकतम मूल्य है यह नियंत्रण से बाहर जा सकता है और मुझे डाटा नाम पत्रों को नाम पत्र देने दीजिए ठीक है 016 अधिकतम मूल्य है और 005 न्यूनतम मूल्य है ठीक है इसलिए यह p चार्ट था इसलिए p चार्ट के समान अगला हमारे पास np चार्ट है उससे पहले मैं C चार्ट आच्छादित करुंगा C चार्ट क्या है C चार्ट डिफेक्ट पर यूनिट निरीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है जब हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है या डिफेक्ट पर यूनिट हम C चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं जैसा मैंने पहले कहा जब हम गाड़ी का विनिर्माण करते हैं विशिष्ट भाग में डिफेक्टिवस् की संख्या या बोतल के डिफेक्टिव टुकड़ों की संख्या जो बांधी जा चुकी है या रेस्त्रां में वापस आए हुए खानों की संख्या या ट्रकों की संख्या जिन्होंने 1 महीने में अपनी वजन सीमा को पार कर लिया है या जैसे यहां नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दी गई है C चार्ट का इस्तेमाल होता है इसलिए C चार्ट के अंदर एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को से बताया जाता है ठीक है CL एवरेज नंबर ऑफ सेंपलस् UCL LCL माना z 3 इसलिए C चार्ट में से एक यहां प्लाट किया गया है इसलिए यह दिखा रहा है कि मूल्यों में से एक मूल्य नियंत्रण में नहीं है यह केवल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है वह मूल्य है जो सेंट्रल लाइन की तरह काम करता है और इसे सेंट्रल लाइन की तरह रखा जा सकता है जैसा यह भी हमारे सेंट्रल लाइन के रूप में काम करता है सेंट्रल लाइन इस मूल्य के बराबर है और अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट वहां हैं इसलिए आगे मैं C चार्ट को विस्तृत करने के लिए एक सांख्यिकी समस्या लूँगा और इस प्रश्न में हमारे पास एक ऑटोमोबाइल उद्योग है निरीक्षक के द्वारा विभिन्न गुणवत्ता जांचें विभिन्न समय अंतरालो पर क्रियान्वित की गई और डिफेक्ट की अलग अलग संख्या पाई गई जोकि नीचे सारणीबद्ध हैं और इस डेटा का उपयोग करके हम C चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे की क्या प्रक्रिया नियंत्रण में है या नहीं इसलिए यह डिफेक्ट्स की संख्या हैं 27 डिफेक्ट्स प्रति ऑटोमोबाइल इस ऑटोमोबाइल उद्योग में यह मोटरबाइक हो सकती है यह कार हो सकती है या ट्रक बस जो भी है यह इसलिए अंतिम निरीक्षण में डिफेक्ट्स की संख्या जोकि पाई गई 27 है ठीक है इसलिए यह यहां 17 है 21 और इसके आगे तक इसलिए मैं C चार्ट को प्लाट करने के लिए इस डाटा को एक्सेल शीट के अंदर ले जाऊँगा इसलिए यह नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है पहली चीज जिसे मुझे ज्ञात करने की जरूरत है वह है एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है ठीक है इसलिए मैं यहां रख सकता हूं इन संख्याओं के औसत के बराबर है ठीक है एंटर यह 18 है इसलिए मुझे इसे दशमलव के 2 स्थान तक बदलने दीजिए 1773 इसे करने का दूसरा तरीका यह है कि औसत के स्थान पर बेहतर है मैं इन संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याएं वास्तव में जोकि एक ही चीज है लेकिन मैं यह क्यों कर रहा हूं क्योंकि U चार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी संख्या अलग होंगी हम केवल एक ऑटोमोबाइल ले रहे हैं यह बटे या यहाँ तक कि यहां एक और सूत्र सीख रहे हैं इन संख्याओं की गिनती ठीक है पुनः गिनती 30 ही होगी इसलिए यह है ठीक है तब मैं अपनी सेंट्रल लाइन रख सकता हूं जो कि के बराबर है लोअर कंट्रोल लिमिट उसके बाद मैं अपनी अपर कंट्रोल लिमिट रखूंगा ठीक है सेंट्रल लाइन के बराबर है एंटर मुझे इसे बंद करने दीजिए डॉलर और डॉलर ठीक है LCL एंटर हां इसलिए यह 51 है इसलिए मुझे यहां डॉलर चिन्ह रखने दीजिए एंटर और दशमलव के दो स्थानों तक ठीक है इसलिए यह मेरी लोअर कंट्रोल लिमिट है ठीक है इसी तरह अपर कंट्रोल लिमिट इसके समान ही होगी UCL एंटर इसलिए यह मेरी अपर कंट्रोल लिमिट है इसलिए मैं इसको प्लॉट कर सकता हूं एक लाइन डायग्राम डालिए इसलिए यह मेरी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है नीली रेखा कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट ठीक है इसलिए यदि आप यह रंग बदलना चाहते हैं हम यह रंग बदल कर केवल स्लेटी कर सकते हैं ठीक है और यह लाल भी रंगित किया जा सकता है ठीक है इसलिए लोअर कंट्रोल लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट वहां पर हैं मैं यहां पर नाम पत्रों को रखूंगा इसलिए यहां पर यह मेरा C चार्ट दिखा रहा है ठीक है इसलिए C चार्ट तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स स्थाई होती है C चार्ट की ही तरह हमारे पास U चार्ट हैं एक C चार्ट के साथ नमूने का आकार एक इकाई है जो कि हमारे पास ऑटोमोबाइल की एक इकाई में नंबर ऑफ डिफेक्ट्स थी लेकिन जब इकाइयों की संख्या भिन्न होती है U चार्ट एक C चार्ट के जैसा होता है नमूने का आकार एक इकाई से अधिक को छोड़कर इसलिए एक C चार्ट के साथ नमूने का आकार एक इकाई होता है लेकिन जब इकाइयों की संख्या एक से ज्यादा होती है या नमूने का आकार एक से ज्यादा होता है U चार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन इकाइयों की संख्या को छोड़कर यह C चार्ट के समान है इसलिए हम उसका अनुपात लेते हैं इसलिए यहां पर आप कह सकते हैं कि C चार्ट एक इकाई में नंबर ऑफ डिफेक्ट को मॉनिटर करता है लेकिन U चार्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स प्रति इकाई को मॉनिटर या पता लगाता है ठीक है इसलिए हम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को n से भाग देते हैं CL UCL LCL n उप समूह आकार या नमूना आकार इसलिए यह एक U चार्ट यहां पर प्लाट किया गया है इसलिए मैं इसको यहां प्लाट करने की कोशिश करूंगा जैसा कि मेरे पास यहां पर एक सांख्यिकी समस्या है इसलिए C चार्ट के समान U चार्ट कुल नमूनों की संख्या प्रति इकाई गणित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए इस संख्यिकी का उपयोग करके हमारे पास यहां क्या समस्या है एक कार उद्योग एक विशेष कार मॉडल के लिए एक्सेल का उत्पाद करता है ठीक है वह खुद के ही उद्योग में करता है उसका क्वालिटी इंस्पेक्टर विभिन्न समयांतरालो पर उत्पन्न किए गए गाड़ी एक्सेल के रेंडम नमूनों के आकार लेकर निरीक्षण करता है और नीचे दी गई एक सारणी में दोषपूर्ण टुकड़ों को लिखता है इसलिए यह यहां सारणीबद्ध है यह दिया गया डाटा है U चार्ट बनाइए इसलिए वह क्या कह रहे हैं कि एक्सेलों की संख्या उत्पन्न हो चुकी है एक्सेलों का रैंडम आकार चुनिए पिछले C चार्ट में हमारे पास एक संपूर्ण ऑटोमोबाइल था और हम कुल दोषों को देखने की कोशिश कर रहे थे जो कि भेजने से पहले अंत में लिखे गए थे इसलिए वह यहां क्या करता है वह सबसे पहले 37 एक्सेलों को उठाता है उसके बाद 42 एक्सेलों को और 37 में से वह ज्ञात करता है कि 19 डिफेक्ट्स हैं और 42 में से उन्होंने ज्ञात किया कि 27 डिफेक्ट्स हैं इसलिए हम डिफेक्ट्स पर यूनिट की गणना करेंगे इसलिए 051 19 बटे 37 है 27 बटे 42 0164 यह आएगा इसलिए मैं U चार्ट को भी प्लाट करने की कोशिश करुंगा इसलिए हमने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ज्ञात कर ली है आप देख सकते हैं सूत्र है C 2 बटे B 2 C 2 मतलब 19 बटे 37 डिफेक्ट्स पर यूनिट इसलिए लोअर और अपर कंट्रोल लिमिट्स को ज्ञात करने के लिए मुझे को ज्ञात करने की जरूरत है इसलिए नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बटे कुल टुकड़ों की संख्या है जोकि निरीक्षित की गई है इसलिए यह टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के बराबर है और इसके समान हमारे पास वर्गों की कुल संख्या है जो निरीक्षित किए गए हैं और हमारे पास जोकि बराबर है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बटे कुल टुकड़ों की संख्या जोकि निरीक्षित की गई है एंटर यह 06 है इस मूल्य का दुगना दो को दशमलव के दूसरे स्थान पर ला कर होगा ठीक है इसलिए यहां हमारे पास का मूल्य है इसलिए हमारे पास सेंट्रल लाइन लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट है सेंट्रल लाइन के बराबर है एंटर मूल्य को बंद कर दीजिए ठीक है CL LCL यहां पर n मेरे वर्गों की संख्या है जोकि निरीक्षित की गई है जोकि यहां 37 है जोकि B 2 है इसलिए ब्रैकेट को बंद करिए एंटर इसलिए 0219 इसलिए मुझे इसे दशमलव के दूसरे स्थान तक वापस लाने दीजिए ठीक है लोअर कंट्रोल लिमिट वहां पर है इसलिए मैंको बंद कर दूँगा एंटर और पता लगा लूँगा इसलिए अपर कंट्रोल लिमिट एक समान होगी UCL उसका यह सब है इसलिए मैं बस इन डिफेक्ट्स पर यूनिट को यहां प्लाट करुंगा और यह और मैं अपना U चार्ट सीधे प्राप्त कर लूँगा इसलिए यह लोअर कंट्रोल लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट सेंट्रल लाइन है और मेरे पास यह U चार्ट है इसलिए हम देख सकते हैं कि यहां एक प्रेक्षण नियंत्रण से बाहर है सबसे पहले मैं यहां डाटा नाम पत्र जोड़ लूँगा यह मूल्य 106 है और यदि मैं इस मूल्य तक जाता हूं श्रंखला डिफेक्ट्स पर यूनिट है और रीडिंग संख्या यह ऐसा भी कहता है ठीक है 028 डाटा नाम पत्र ठीक है इसलिए बिंदु संख्या 28 यहां पर है इसलिए मुझे यह देखने दीजिए कि इस बिंदु पर l सीमा क्या है मुझे डिब्बे को पूरी तरह डिलीट करने दीजिए यदि मैं इस बिंदु पर छोड़ता हूं वास्तव में हमारे पास कुल 29 बिंदु बचेंगे लेकिन प्रक्रिया नियंत्रण में आ जाएगी इसलिए मैं इसे केवल अंडू करुंगा यहां पूरे डाटा को अखंड रखने के लिए इसलिए यह मेरा चार्ट शीर्षक U चार्ट के रूप में है ठीक है इसलिए अगला np चार्ट आता है U चार्ट np चार्ट की चर्चा करेगा np चार्ट P चार्ट के समान है np चार्ट प्रक्रिया की नॉनकन्फॉर्मिंग यूनिट की संख्याओं को मानीटर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जोकि किन्हीं दिए समयो जैसे कि विशेष घंटों पाली दिनों सप्ताहों महीनों इत्यादि पर प्रक्रिया से लिए गए नमूनों पर आधारित है इसलिए विशिष्ट रूप से नॉनकन्फॉर्मिंग यूनिट प्रति नमूना की औसत संख्या का आकलन करने के लिए नमूनों की प्रारंभिक श्रंखला उपयोग की जाती है तब आकलित औसत का उपयोग नॉनकन्फॉर्मिंग यूनिट्स की संख्या के लिए कंट्रोल सीमा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है इसलिए इस प्रारंभिक चरण के दौरान प्रक्रिया नियंत्रण में रहनी चाहिए यदि प्रारंभिक चरण के दौरान मतलब केवल प्रारंभिक आकलन के दौरान प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर हो गई असाइनेबल कॉज को निर्धारित किया जाना चाहिए और नमूने को आकलन से जोकि हम कर रहे थे हटा दिया जाना चाहिए इसलिए P चार्ट वह है जोकि फ्रेक्शन डिफेक्टिव को दिखाता है जबकि np चार्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिवस् को दिखाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां np चार्ट है p खंड था और n संख्या है यदि मैं संख्या को खंड से गुना करुंगा वह नंबर ऑफ डिफेक्टिवस् को दिखाएगा ठीक है इसलिए np चार्ट के लिए चार्ट में प्रत्येक बिंदु एक मूल्य के द्वारा प्रदर्शित किया गया है जोकि नॉनकन्फॉर्मिंग यूनिट्स की संख्या है हो सकता है i th नमूने का हो ठीक है यदि np चार्ट सेंट्रल लाइन अनुपात को उत्पन्न करता है हो सकता है सीधा निवेश हो या यह नमूनों की श्रृंखलाओ से आंकलित हो यदि यह नमूनों के सूत्र से आंकलित है तब सेंट्रल लाइन है

और लोअर और अपर कंट्रोल लिमिट्स लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट दी जा सकती हैं CL LCL UCL जहां पर z 3 इसलिए कंट्रोल के बाहर संकेतों के द्वारा छँटी हुई गलत घंटी जहां मैंने दे रखी है जब प्रक्रिया नियंत्रण में नहीं है इसलिए यह np चार्ट का एक उदाहरण है इसलिए हम आपको यह स्लाइडों के अंदर प्रदान कर देंगे इसलिए यहां यह एक समस्या है इसलिए सांख्यिकी की समस्या के अंदर हमारे पास एक बल्ब उद्योग है जोकि ट्रकों की हेड लाइटों को बनाता है दोषपूर्ण के उत्पादन को कम करने के लिए क्वालिटी इंस्पेक्टर कर्मचारियों की कार्य क्षमता जांचने के लिए एक परीक्षा का संचालन करता है जिसमें उसने बनाए गए दोषपूर्ण हेड लैंपो की संख्या में से एक रेंडम नमूने को लिया और डाटा को सारणीबद्ध किया अब डाटा का इस्तेमाल करके वे इसे एक कंट्रोल चार्ट बनाते हैं कंट्रोल चार्ट जो हमारे पास यहां पर होगा वह np चार्ट है इसलिए नंबर डिफेक्टिवस् दी हुई है और अंतराल दिए गए हैं जब उसने नमूने को लिया इसलिए मैं बस इनको अपनी एक्सल शीट में निर्यात करुंगा और हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिवस् और अंतराल जब रीडिंग ली गई है ठीक है np चार्ट के लिए हमें क्या करने की जरूरत है हमें का मूल्य ज्ञात करने की जरूरत है जो यहां है ठीक है इसलिए यह डिफेक्ट्स के औसत के बराबर है जोकि इन मूल्यों के औसत के बराबर है एंटर इसलिए मैं केवल दशमलव के 2 स्थान दूँगा इसलिए यह बार है इसलिए हमारे पास यह सेंटर लाइन के रूप में है और लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट सेंट्रल लाइन यह मूल्य है एंटर मैं बस मूल्यों को बंद करुंगा डॉलर और डॉलर और खींचना यह मेरी सेंट्रल लाइन है LCL मैं बस यहां पर N बराबर 100 रखूंगा N का मूल्य यहां पर 100 है LCL इसलिए मैंने इसे समीकरण में भी रखा है प्रश्न में भी रखा है कि N का मूल्य 100 है ठीक है उसने इसे यहां से लिया है क्योंकि np चार्ट की स्थिति में N एक स्थिरांक है इसलिए यहां मूल्य माइनस है इसलिए हम मूल्य 0 रख सकते हैं मुझे देखने दीजिए ठीक है यह और यहां पर सारे एक समान रहेंगे इसलिए मूल्य माइनस है इसलिए LCL को वास्तव में अब हम 0 रखेंगे इसलिए मैं इसे लूप में भी रख सकता हूं यदि यह मूल्य 0 से कम है तब इसे 0 लीजिए इसलिए LCL 0 लिया गया है ठीक है और अपर कंट्रोल लिमिट जोकि हम बस यहां पर प्लस रख सकते हैं यह मूल्य 0 है और यह मूल्य मैं इसे दशमलव के दूसरे स्थान तक ला सकता हूं ठीक है यह मूल्य 1100 है और यह यहां पर है ठीक है अब मैं इसे छिपा दूँगा UCL और अब मैं इन मूल्यों को प्लाट करने की कोशिश करुंगा मैंने श्रंखला के नाम को नंबर ऑफ डिफेक्टिवस् के रूप में नहीं लिया है सेंट्रल लिमिट ठीक है यह नंबर डिफेक्टिव यह np चार्ट है मैं चार्ट शीर्षक को np चार्ट के रूप में रख सकता हूं ठीक है सुरक्षित करें ठीक है मैं इस चीज को भी सुरक्षित करुंगा इसलिए यह हमारा np चार्ट है इसलिए संपूर्ण प्रक्रिया कंट्रोल लिमिट्स के भीतर नियंत्रण में है यह सब कंट्रोल चार्ट के बारे में था इसलिए हम अगले व्याख्यान में मिलेंगे